सभी को नमस्कारआज हम माइक्रोवेव फिल्टर के बारे में बात करेंगे हो सकता है की सर्किट थ्योरी के पाठ्यक्रम में आपने फिल्टर के बारे में अध्ययन किया हो जहां आपने लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर बैंड पास फिल्टर बैंड रिजेक्ट फिल्टर और ऑल पास फिल्टर के बारे में सुना होगा लेकिन आज हम देखेंगे की माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर यह फिल्टर कैसे कार्य करते हैं तो हम लो पास फिल्टर प्रारंभ करते हैं मुख्यतः एक लो पास फिल्टर ऐसा फिल्टर है जोकि लो फ्रिकवेंसी को जाने देता है हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देता है बैंड पास फिल्टर एक निश्चित बैंड की फ्रीक्वेंसी को जाने देता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर जोकि एक निश्चित बैंड को रोकता है असल में इसे बैंड्स्टॉप फिल्टर के नाम से भी जानते हैं कभी कभी हम इसे सीमा सुरक्षा बल की तरह भी समझ सकते हैं लेकिन यहां यह एक बैंड स्टॉप फिल्टर है और इसके बाद नोच फिल्टर तत्पश्चात हमारे पास एकऔर दूसराफिल्टर है जो एक ऑल पास फिल्टर है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी के लिए ऑल पास फिल्टर कभी भी डिजाइन नहीं करते हैं इसका कारण है की सामान्यता ऑल पास फिल्टर फेज डिले प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है लेकिन माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर फेज डिले को हम एक साधारण लाइन की लंबाई के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि हम 90 डिग्री का फेज डिले 1 गीगाहर्टज की फ्रीक्वेंसी पर चाहते हैं तो 1 गीगाहर्टज पर वेवलेइंथ 30 सेंटीमीटर है तो लेमडा को 4 से भाग देने पर 75 सेंटीमीटर प्राप्त होगा जोकि 90 डिग्री का फेज डिले प्रदान करेगा लेकिन यदि आप यही 1 मेगाहर्ट्ज जिसकी वेवलेइंथ 300 मीटर होगी पर करना चाहते हैं तो लेमडा को 4 से भाग देने पर 75 मीटर प्राप्त होगा और आप 75 मीटर की लंबाई के साथ पीसीबी नहीं चाहते हैं ठीक है यही कारण है की लो फ्रिकवेंसी के लिए तो ऑल पास फिल्टर को डिजाइन करते हैं लेकिन माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी के लिए कभी नहीं तो हमने 7th आर्डर के लो पास फिल्टर का एक उदाहरण देखा यहां 7th ऑर्डर के लो पास फिल्टर का फोटोग्राफ है वास्तव में आप इसको देख सकते हैं यहां ना ही कोई इंडक्टर है और ना ही कैपेसिटर है ट्रांसमिशन लाइन के सिद्धांत के द्वारा इंडक्टर और कैपेसिटर को बना सकते हैं आप बस याद करो जब हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे थे मैंने बताया था कि एक छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन अगर वह शॉर्टेड है तो एक इंडक्टर की तरह व्यवहार करती है और एक छोटी ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किट के साथ कैपेसिटर की तरह व्यवहार करती है इसी सिद्धांत को इन ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा लो पास फिल्टर बनाने में प्रयोग करते हैं और इस कारण आप कोई इंडक्टर और कैपेसिटर को नहीं देखते हो तो एक एक करके हम देखेंगे कि यह चीजें कैसे कार्य करती हैं तो सबसे पहले आदर्श फिल्टर के एंप्लीट्यूड रिस्पांसको देखते हैं यहां एक आदर्श लो पास फिल्टर है जोकि ωc तक की सभी फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और इसके पश्चात किसी को भी नहीं अब यह एक आदर्श कैरेक्टरस्टिक है जो वास्तव में वास्तविकता में नहीं होती है अतः आदर्श स्थिति तभी होगी जब कोईअटेंन्यूशन नहीं होगा इसका मतलब है कि अगर हम इनपुट को एक मानते हैं तो आउटपुट भी एक होगा और अगर यदि हम इनपुट को 10 मानते हैं तो आउटपुट भी 10 के बराबर होगा और वहां ωc पर एकदम से कट ऑफ होगाऔर उसके बाद कुछ भी पास नहीं होगा लेकिन जैसा हमने बताया यह केवल एक आदर्श रिस्पॉन्स हैप्रायोगिक रूप से अगर कोई यह प्राप्त करना चाहता है तो हमें एक असीमित आर्डर के फिल्टर की आवश्यकता होगीऔर आप जानते हैं की असीमित वास्तविक संसार में होता ही नहीं है अतःहम लो पास फिल्टर से हाई पास फिल्टर की तरफ जा सकते हैं आप देखोगे की यह ठीक इसके विपरीत है वास्तव में आप इसे 1 बाय ωc के जैसा प्लॉट कर रहे ऐसा सोच सकते है तो हाई पास फिल्टर ωc के बाद की सभी फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और इससे कम की फ्रीक्वेंसी को रोकता है फिर से यह एक आदर्श कैरेक्टरस्टिक है एकबैंड पास फिल्टर ωc1 और ωc2 के मध्य की फ्रीक्वेंसी को बिना किसी अटेंन्यूशन के जाने देता है और इसके अलावा दूसरी फ्रिकवेंसी बैंड को पूरी तरह से रोक देता है और एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर अथवा बैंड् स्टॉप फिल्टर अथवा नोच फिल्टर वास्तव में एक नोच या आप कह सकते हैं कि यह ωc1 और ωc2 के मध्य की फ्रीक्वेंसी को रोक देगा और बाकी सभी फ्रीक्वेंसी को जाने देगा तो यदि आप यह सब लो पास फिल्टर से देखें तो हम कह सकते हैं कि यह परिवर्तन बहुत साधारण हैयदि हम यहां s लेते हैंs की वैल्यू कुछ भी ले और हम जानते हैं कि s jω तो अगर हम s की जगह इसे 1 बाय s रखें तो हम एक हाई पास फिल्टर को प्राप्त करते हैंऔर एक बैंड पास फिल्टर आप देख सकते हैं कि बैंड पास फिल्टर के ठीक विपरीत बैंड रिजेक्ट फिल्टर को बनाया जाएगा तो हम यह सभी चीजें एक एक करके देखेंगे सबसे पहले एकबहुत साधारण लो पास फिल्टर से प्रारंभ करते हैंयह सर्किट नहीं है जो माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर प्रयोग होता है लेकिन हम ऐसे सर्किट को जानबूझकर ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप RC सर्किट की समझ रखते हो RC सर्किट कुछ नहीं है केवल एक पहले आर्डर का लो पास फिल्टर है वास्तव में यह इंटीग्रेटर की तरह भी जाना जाता है अब ट्रांसफर फंक्शन H को प्राप्त करना है यह बहुत सरल है एक ट्रांसफर फंक्शन को हम लिख सकते हैं HSV2 V1 तो s डोमेन में यह आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात है तो हम वोल्टेज का अनुपात एक सरल तरीकेसे प्राप्त कर सकते हैं जिसमें इसका इंपेडेंस जो की 1sC है को कुल इंपेडेंस 1sCR से भाग देने पर प्राप्त होगाऔर यदि हम न्यूमरिटर और डेनोमीनॉटर को s बाय R से गुना करें तो अगर मैं इसे s बाय R से गुना करूं तो यह 1RC बनजाएगाऔर फिर से हम sR से गुना करें तो यह s होगा और हम इसे sR से गुणा करें तो यह 1RC होगा तो अगर आप वास्तव में इसके प्लॉट को देखो जो बोडे प्लॉट के द्वारा बनाया जा सकता है इसलिए हम वास्तव में कह सकते हैं कि कटऑफ फ्रिकवेंसी कुछ भी नहीं है लेकिन 1 RC के बराबर है यद्यपि यहां हम नॉर्मलआईस्ड फ्रीक्वेंसी की स्थिति लेंगे क्योंकि एक बार नॉर्मलआईस्ड फ्रीक्वेंसी लेते है तब हम किसी भी फ्रीक्वेंसी के एक फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं इसलिए वास्तव में जैसा कि हम अधिकांश चीजों को देखते हैं की हम नॉर्मलआईस्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ωc 1 कर रहे हैं और तब हम किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के लो पास फिल्टर को डिजाइन करने के लिए फ्रिकवेंसी ट्रांसफॉरमेशन का प्रयोग करते हैं इसलिए नॉर्मलआईस्डफ्रीक्वेंसी के लिए हम कह सकते हैं की 1RC 1के बराबर है और अगर1RC 1के बराबर है तो हम H के लिए कह सकते हैं कि Hs1s1 और कभी कभी वास्तव में यह बताना बहुत आसान होता है कि यह ट्रांसफर फंक्शन एक लो पास फिल्टर अथवा एक हाई पास फिल्टर अथवा एक बैंड पास फिल्टर को दर्शा रहा है s की जगह0 को रखकर आप इसे शीघ्र जांच सकते हैं तो अगर आप s की जगह 0 रखते हैं तो यह 1 के बराबर हो जाएगा और अगर आप इसकी जगह इंफिनिटी रखते हैंतो 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा तो असल में आप थोड़ा समझ सकते हैं की लो फ्रिकवेंसी पर एंप्लीट्यूड एक और हाई फ्रिकवेंसी पर एंप्लीट्यूड 0 हो जाता है जो कि एक लो पास फिल्टर की कैरेक्टरस्टिक है तो अब चलो s jω की वैल्यू रखते हैं अथवा आपको एक साधारण केस बताते हैं s σ jω σ अटेंन्यूशन को बताता है लेकिन यहां हम मान रहे हैं कि यह एक नुकसान रहित स्थिति है इसलिए सिग्मा 0 है अतः s jω तो अगर हम यहां s jω की वैल्यू रखते हैं तो हम Hjω के बारे में कह सकते हैं कि Hjω11jω और अगर हम इसी चीज का एंप्लीट्यूड अथवा मेग्नीट्यूड लेते हैं तो हम कह सकते हैं इसका मेग्नीट्यूड और कुछ नहीं बल्कि Hjω112 इसलिए यही एक प्रथम ऑर्डर का लो पास फिल्टर है असल में इस तरह के फिल्टर को बनाना मैक्सिमलीफ्लैट लो पास फिल्टर से भी जाना जाता हैया फिर इसका आविष्कार बटरवर्थ के द्वाराकिया गया इसलिए इसको बटरवर्थ फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है और nth ऑर्डर लो पास फिल्टर के लिए Hjω112n ठीक है तो यह n आर्डर का फिल्टर है अच्छा तो इसका सामान्य रिस्पांस देखते हैं तो यह एक Hjωबनाम फ्रीक्वेंसी है तो यह ट्रांसफर कॉएफिशिएंट प्लॉट होगा जोकि प्लॉट है चुकि हम यह सभी चीजें माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी के लिए डिजाइन करने जा रहे हैं तो हम इन चीजों को s पैरामीटर केद्वारा दर्शा रहे हैं तो यहां से यहां यहां तक का ट्रांसफर फंक्शन S21 के द्वारा दर्शाया जा सकता है और इसके रिफ्लेक्शन गुणक को S11से दर्शाया जा सकता हैतो इस बिंदु पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यहां ωc है आप कह सकते हैं कि एंप्लीट्यूड जोकि एक था या अगर dB में कहे तो 0dB होगा तो हाफ पावर पॉइंट माइनस 3dB होगा तो यह है जहां कटऑफ फ्रिकवेंसी को परिभाषित किया गया हैं तो अब हम देखते हैं कि हम इसे माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी में कैसे करते हैं और मैं आपको पहले से ही बताने जा रहा हूं कि सामान्यता माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर हम रजिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन हम इंडक्टर का प्रयोग करते हैं तो यहां हम रजिस्टर के प्रयोग की जगह इंडक्टर कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे और ऐसा हम क्यों करते हैं और इसका कारण यह R है यदि हम वोल्टेज V1 और वोल्टेज V2 के बारे में सोचते हैं और अगर यह डेरिवेशन देखते हैं जोकि किया जा चुका है यहां लोड को असीमित मानते हैं लेकिन उस क्षण जब हम यहां एक लोड रखते हैं और माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर अधिकांशतः इनपुट और आउटपुट के इंपेडेंस को 50 Ω लेते हैं तो इसके बारे में सोचो अगर मैं एक 50 ओम रजिस्टर यहां रखता हूं और अगर यह रजिस्टर 1 किलो ओम मानता हूं तब V2 बाय V1 क्या होगा 50 में 50 और 1000 के जोड़ का भाग देना तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ही कम होगा यह कभी भी 0dB के बराबर नहीं होगा अथवा गेन एक के बराबर है ठीक है और यहां तक की अगर यह 50 है और यदि यह 50 है तो 50 का 50 से भाग देना फिर भी यह आधी वैल्यू होगी ठीक है लेकिन यदि आपके पास इंडक्टर है तब इंडक्टर में उत्सर्जन तुलनात्मक रूप से कम होगा तोअब हम देखते हैं की हम nth ऑर्डर के लो पास फिल्टर को इंडक्टर और कैपेसिटर की मदद से कैसे बना सकते हैं तो यहां हम एक सोर्स लेते हैं प्रारंभ में हम मानते हैं कि सोर्स का इंपेडेंस 1 के बराबर है और बाद में हम यह भी मानेंगे की लोड इंपेडेंस भी 1 के बराबर है अब 1 फिर से यहां एक सामान्यमामला है अथवा हम कह सकते हैं यह एक नॉर्मलआइस इंपेडेंस है यहां R को एक अथवा g को एक के बराबर लेकर किसी भी इंपेडेंस वैल्यू तक ट्रांसफर करने के लिए बाद में हम इंपेडेंस ट्रांसफॉरमेशन तकनीक का भी प्रयोग करेंगे तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है तो यहां पहला एलिमेंट कैपेसिटन्स है फिर इंडक्टर इसके बादकैपेसिटन्स और इस तरह सेयहां इस सर्किट में पहला एलिमेंट इंडक्टर है फिर कैपेसिटन्स इसके बाद इंडक्टर अब आप चाहे तो यहकंफीग्रेशन ले या फिर यह कंफीग्रेशन दोनों से आपको एक जैसा परिणाम मिलेगा ठीक है इसलिए यह महत्व नहीं रखता है आप चाहो तो पहले एलिमेंट को सीरीज एलिमेंट या फिर पहले एलिमेंट को संट एलिमेंट के रूप में ले सकते हैं ठीक है अब आप यहां क्या देख रहे हैं मैंने g1 g2 g3 लिखा हैठीक है और फिर यहां प्रारंभिक बिंदु g1 g2 g3 है और आप जानते हैं हिंदी में g 1 का मतलबजीवन चलने का नाम है ठीक हैतो वास्तव में आप जो कुछ भी जानते हैं g 1 के साथ प्रारंभ होकर प्रारंभ होता है ठीक है तो इसको कुछ हल्के में भी समझ सकते हैंतो अब हमें एक लो पास फिल्टर को बनाने के लिए g1 g2 g3 की वैल्यू को प्राप्त करना है एक लो पास फिल्टर को बनाने के लिएकई तरह की तकनीकी है जोकि अलग अलग लोगों ने प्रस्तुत की है तो अब हम देखते हैं की इन g पैरामीटर को पाने के लिए तरह तरह की तकनीकी क्या है तो एक जिसमें मैंने आपको बताया था वह था कि रिस्पांस कुछ इस तरह Hjω112n यह रिस्पांस मैक्समली फ्लैट रिस्पांस के नाम से जाना जाता है अथवा बटरवर्थ ने इसे बताया इसलिए यह बटरवर्थ फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है अभी यह आप देखते हैं 3 अलग अलग तरह के फिल्टर के रिस्पांस लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा चौथे तरह के फिल्टर के बारे में भी लेकिन पहले इन 2 प्रकारों पर ध्यान दें जोकि मैक्सिमली फ्लैट अथवा बटरवर्थ फिल्टर है जिसका रिस्पांस यहां से प्रारंभ हो रहा है और आप देख सकते हैं यह फ्लैट है और बाद में यहां यह नीचे आ रहा है तो यहएक पांचवे ऑर्डर के बटरवर्थ फिल्टर के लिए रिस्पॉन्स है अब हम देखते हैंयह चेबीशेव फिल्टर क्या है चेबीशेव फिल्टर के पासबैंड में रिपल होते हैं और इसके बाद यह यहां जा रहा है अब इन दोनों में अंतर क्या है तो इसमें हमने मैक्समली देखा तो यह फ्रीक्वेंसी की सीमा है जहां आप फ्रिकवेंसी पास करना चाहते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि स्टॉप बैंड में अटेंन्यूशन सामान्यता धीमे है यह धीरे धीरे चल रहा है और फ्रीक्वेंसी को तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे कम कर रहा है जबकिइसके जैसे ही 5th ऑर्डर जोकि इक्यूरिपल अथवा चेबीशेव फिल्टर है के लिए वास्तव में फिर से चेबीशेव में मैं बताना चाहता हूं यह स्पेलिंग अलग अलग पुस्तकों में कुछ अलग अलग तरह से प्रयोग होती है क्योंकि यह एक रूसी वैज्ञानिक थाऔर असल में कुछ दूसरी पुस्तकों में स्पेलिंग Tsch के साथ प्रारंभ होती है ठीक है लेकिन अगर आप सामान्यता Ts को शांत मानते हो तो अब यह che के जैसे ज्यादा है इसलिए चेबीशेव फिल्टर है तो इस चेबीशेव फिल्टर का मुख्य बिंदु या लाभ यह है की रिस्पांस का पासबैंड से स्टॉप बैंड में ट्रांजिशन तुलनात्मक रूप से शीघ्र है मैक्समली फ्लैट या बटरवर्थ का नुकसान यह है कि पासबैंड से ट्रांजिशन बैंड में रिस्पांस तुलनात्मक रूप से धीमे है जबकि चेबीशेव फिल्टर का नुकसान यह है की वहां पासबैंड में रिपल है ठीक है अभी यह एंप्लीट्यूड प्लॉट है अब हम फेज प्लॉट देखते हैंतो यह फेज प्लॉट है या आप कह सकते हैं कि ग्रुप डिले है आपको बता दें कि ग्रुप डिले कुछ नहीं है इसको -dϕ dω से परिभाषित करते हैं ठीक हैतो कभी कभी यह फेज प्लॉट के नाम से जाना जाता है अथवा कभी कभी ग्रुप डिले प्लॉट के नाम से भी जाना जाता है तो सामान्यता जो हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि ग्रुप डिले स्थिर होना चाहिए ठीक है इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में सभी फ्रीक्वेंसी एक समान डिले के साथ आउटपुट पर पहुंचना चाहिए ठीक है तो हम देखते हैं पहले इन दो मामलों का रिस्पांस क्या है तो यहां आप रिस्पांस देख सकते हैं जो कि मैक्स मली फ्लैट के लिए रिस्पांस है और यह फिल्टर 2गीगाहर्टज की फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किया हैआप देख सकते हैं कि यहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्टज है इसलिए हमें ज्यादा फेस रिस्पांस को यहां से यहां तक देखना होगा ठीक है तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप डिले वास्तव में 100 स्थिर नहीं है लेकिन यह बदलाव सामान्यता कम है और इसी कारण स्टॉप बैंड में यह रिस्पॉन्स है अब देखते हैं की इक्यूरिप्पल अथवा चेबीशेव फिल्टर के लिए रिस्पांस क्या है क्योंकि ठीक आप यहां देख सकते हैं की यहां पासबैंड में रिपल है ग्रुप डिले में भी रिपल हैं और तब ट्रांजिशन लेवल पर आप कह सकते हैं कि ग्रुप डिले महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रहा है और तब यहां बड़ा बदलाव है ठीक है तो इसका मतलब है की मैक्समली फ्लैट की तुलना में चेबीशेव फिल्टर ग्रुप डिले में अपेक्षाकृत ज्यादा बदलाव रखता है यह एक नुकसान हैलेकिन फिर भी अगर आप देखो ग्रुप डिले की वैल्यू क्या हैयह वैल्यू नैनो सेकंड में है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यह डिले अपेक्षाकृत बहुत ही कम है तो इस बारे में सोचे और हम कहें की अगर हम मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं तो अगर सिग्नल अलग अलग टाइम डिले हैं तो वास्तव में आप अलग अलग टाइम डिले पर अनेक तरह की फ्रीक्वेंसी को सुनोगेलेकिन जब आप कुछ सुन रहे हैं तो इसमें एक नैनो सेकंड के ग्रुप डिले से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो यद्यपि यहां ग्रुप डिले होना उतना बुरा नहीं है फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहां इस तरह का बदलाव अथवा यह ग्रुप डिले में बदलाव भी स्वीकार नहीं है इसलिए अपेक्षाकृत स्थिर ग्रुप डिले प्राप्त करने के लिए यहां बेसल फिल्टर को लेते हैं एक बेसल फिल्टर आप कह सकते इसमें ग्रुप डिले स्थिर है इसे लीनियर फेज के नाम से भी जानते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं विशेष रूप से इस फिल्टर के लिए रिस्पांस लगभग एक जैसा है अब यदि आप इसके एंप्लीट्यूड रिस्पांस को भी देखो तो यह एक मैक्सिमली फ्लैट के जैसा ही है लेकिन आप देख सकते हैं की यहां ट्रांजिशन बहुत ही धीरे हैं यहां तक कि 4 गीगाहर्टज परइस विशेष फ्रीक्वेंसी को आप जानते हैं तो यह मानते हैं कि यह 2 गीगाहर्टज पर काम करने वाला था लेकिन यहां 4 गीगाहर्टज पर अटेंन्यूशन केवल 3dB है जबकि हम देख सकते हैं 4 गीगाहर्टज पर बटरवर्थ फिल्टर में यह अटेंन्यूशन लगभग 30 dB होगा यही जब आप चेबीशेव फिल्टर के लिए लेने की कोशिश करते हो तो आप कह सकते हैं कि यह लगभग 50dB तक भी हो सकता है तो असल में कभी कभी मैं हल्के मूड में कहूं तो आप इस तरह के विशेष तीव्र रिस्पांस को एक बहुत तेज स्पोर्ट्स कार के जैसा सोच सकते हैं जो कि जीरो से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक के लिए कुछ ही सेकंड लेती है और यह अपेक्षाकृत एक धीमी कार है जोकि अगर कहें तो 0 से कुछ गति पाने के लिए ज्यादा समय लेती हैतो बेशक तीव्र ट्रांजिशन के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगीजैसा आप जानते हैं की बहुत तेज चलने बाली स्पोर्ट्स कार ज्यादा पेट्रोल खर्च करेगी और यहां तक की कार भी महंगी आएगी तो यहां पर आपको इसकी कीमत ज्यादा रिपल्स के साथ चुकानी पड़ती है जबकि एक धीरे चलने वाला वाहन यहां पर आपको एक बढ़िया फायदा देगा मेरा कहने का मतलब है फ्यूल की बेहतर कार्य क्षमता और कम कीमत लेकिनवास्तव में बात यह है की यहां से यहां तक अटेंन्यूशन को कम करने की कीमत आपको चुकानी है वास्तव में थोड़ी देर में एक ऐसे उदाहरण के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां हम परिभाषित करते हैं कि हमें निश्चित अटैंयुएशन चाहिएउदाहरण के लिए 3 गीगाहर्टज की फ्रीक्वेंसी को देखो माना कि हम 30dB से ज्यादा अटेंन्यूशन चाहते हैं इसलिए यहां अगर हम 3 की लाइन को देखें आप देख सकते कि 30 dB यहां कहीं 28 गीगाहर्टज के आसपास आ रहा है लेकिन 28 गीगाहर्टज पर आप देख सकते कि कितना अटेंन्यूशन है लगभग 12 से 14 dB तक इसलिए अगर आप किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी पर अटेंन्यूशन चाहते हैं तब आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है अगर आप कम ऑर्डर के फिल्टर को उपयोग करना चाहते हैं तो बटरबर्थ फिल्टर की अपेक्षा चेबीशेव का प्रयोग ज्यादा बेहतर है लेकिन बाद में हम देखेंगे की अगर आप इस तरह का ट्रांजिशन पास बैंड से स्टॉप बैंड में चाहते हैं तब आपको ज्यादा आर्डर का बटरवर्थ फिल्टर प्रयोग करना पड़ेगा ठीक है तो एलिप्टिक फिल्टर क्या है यद्यपि एलिप्टिक फिल्टर का हमने रिस्पांस नहीं दिखाया फिर भी मैं आपको बताता हूं एलिप्टिकफिल्टर पासबैंड में इक्यू रिपल रिस्पांस रखता हैसाथ ही साथ यह स्टॉप बैंड में भी ऐसा ही रिस्पांस रखता है तो इसका मतलब है यहां एक नुकसान भी है लेकिन 5th ऑर्डर के लिए एलिप्टिक फिल्टर का फायदा यह है की रिस्पांस बहुत ही तीव्र होगा ये यहां कुछ इस तरह का आएगाऔर इसके बाद यहां इसके समान एक जैसे रिपल मिलेंगे ठीक है इसका मतलब यह है कि इस बैंड में बहुत तेजी से आप किसी भी अनचाही फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हो तो इसके उदाहरण हम बाद में देखेंगे अभी हम मैक्समली फ्लैट बटरबर्थ को विस्तार से देखेंगे तो हमने देखा कि Hj212n 1 मैंने यहां इसे कुछ अलग तरह से लिखा है स्क्वायर रूट का पद यहां नहीं है क्योंकि यहां हमने वर्ग किया हैइसलिए यहां n फिल्टर का आर्डर है ωc कटऑफ फ्रिकवेंसी है लेकिन याद रखना कि यह फ्रीक्वेंसी वा स्तव में हर्टज में नहीं है इसकी इकाई यहां रेडियन में है तो ωc 2πfc इसलिए जब आप अपना फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे हों तो इसको 1 गीगाहर्टज पर बताएं कृपया ωc को 1 गीगाहर्टज के बराबर ना रखें जबकि आपको fc को 1 गीगाहर्टज रखना पड़ेगा और 2π से गुणा करना पड़ेगा तो अब फिल्टर का आर्डर कई बार आप 5th आर्डर का फिल्टर अथवा 10th आर्डर का फिल्टर डिजाइन करने के लिए पूछ सकते हो ठीक है लेकिन यह एक संभावित विश्लेषण समस्या है जबकि अधिकांशतः लोग वास्तव में उल्लिखित करते हैं कि हम ω1 फ्रीक्वेंसी पर निश्चित अटेंन्यूशन dB में A चाहते हैं तो यह कटऑफ फ्रिकवेंसी ωc है यह फ्रीक्वेंसी ω1है और ω1 पर यह चाहते हैं की अटेंन्यूशन A dB होना चाहिए ठीक है तो उदाहरण के लिए यह 0dB ले सकते हैं यह 30 dB या 40 dB या 20dB भी हो सकता है मान लेते हैं अगर यह 1 गीगाहर्टज है यह 2 गीगाहर्टज हो सकता है या 3 गीगाहर्टज या अनुप्रयोग पर निर्भर करता है तो अब सच कहें तो यह इक्वेशन यहां इस चीज को आसान कर सकती है विस्तृत उदाहरण मैं बाद में दूंगा लेकिन अभी आप इस चीज को ले सकते हैंअसल में आपको दोनों तरफ लॉग्र्रिदम लेना पड़ेगा और आसान बना कर n के लिए इसे हल करना पड़ेगा तो n आपको फिल्टर का आर्डर देगा और यहां हमारे पास क्या है A के ऊपर A बाय 10 है जहां A अब dB में अटेंन्यूशन हैइसलिए यहां आप देख सकते हैं यह माइनस A जैसा लिखा है तो यह माइनस A dB होगा या माइनस 30dB या माइनस 30dB लेकिन A एक सकारात्मक संख्या है इसलिए यदि यह 20 dB है आप यहां 20 रखें यदि यह 30 dB है तो आप यहां 30 रखेंऔर यहां यह ω1तथा ωc का अनुपात हैω1 फ्रीक्वेंसी है जहां हम A अटेंन्यूशन चाहते हैं और कटऑफ फ्रिकवेंसी ωc है तो अब हमें क्या करना है हमें आवश्यकता है g पैरामीटर को पता करने की ठीक है तो बटरबर्थ लो पास फिल्टर के लिए हम g पैरामीटर को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं इसलिए यहां g0 gn1 1 ठीक है तो g0 अगर आपको याद हो यह एक सोर्स रजिस्टेंस है जिसको हम 1 ले रहे हैं gn1 लोड रजिस्टेंस को बता रहा है जो कि एक के बराबर है और यह तरह तरह के g पैरामीटर हैं जिनको आसान तरीके द्वारा दर्शा रहे हैं जोकि gk है और अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो मेरा नाम भी g k गिरीश कुमार है g k का मतलब जनरल नॉलेज भी है तो वास्तव में gk इस बहुत आसान तरीके से लिखा जा सकता है gk2sin⁡π2n जहां k की वैल्यू 1 2 3 है और फिल्टर का आर्डर n है n एलिमेंट की संख्या को बताएगा तो हम एक आसान उदाहरण में n की जगह 5 लेते हैं तो n की जगह 5 लेते हैं 5 में 2 से गुणा करो 10 मिलेगा और अब आप सबको क्या करना है सबसे पहले k की जगह 1 रखो तो यह होगा 2 माईनस 1 तो यह होगा पाईबाय 10 तो इसको यहां रखो हल करने पर आपको 0618 मिलेगा इसके बाद इसमें आप सभी को k की वैल्यू बदल कर रखनी है तो 2 में 2 से गुणा करने पर 4 इसमें से 1 को घटाने पर 3 मिलेगा इसके बाद तीसरे के लिए यह 3 में 2 का गुणा करने पर 6 मिलेगा जिसमें से 1 को घटाने पर 5 इसके बाद 7 इसके बाद 9 आप देख सकते कि जो मैं यहां बताना चाहता हूं कि फिल्टर सिमिट्रिकल है तो इसका मतलब है g1 के बराबर g5 है g2 के बराबर g4 है अब बेशक आप इस आसान तरीके के द्वारा गणना कर सकते हैं जबकि वास्तविकता में आप इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं और यह टेबल आपको क्या देगी यह n की 1 से लेकर 10 तक अलग अलग वैल्यू के लिए g पैरामीटर की वैल्यू सीधे आसान तरीके से देती है तो अभी हमने क्या किया आप उस तरीके से g पैरामीटर की गणना कर सकते हैं या फिर आप टेबल का प्रयोग करके g पैरामीटर को प्राप्त कर सकते हैं तो यह टेबल n की 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू के लिए g पैरामीटर को बताएगी और g1 g2 g3 सभी पैरामीटर इस टेबल में दिखाए गए हैं तो अब g पैरामीटर प्राप्त करने के बाद अब जैसे मैंने बताया था की यही g पैरामीटर नॉर्मलाइज्ड एमपीडांस के लिए परिभाषित करते हैं जिसमें R की जगह 1 लेते हैं और नॉर्मलाइज्ड फ्रिकवेंसी जोकि ω की जगह 1 लेते हैं तो हमें इंपेडेंस स्केलिंग के साथ साथ फ्रीक्वेंसी स्केलिंग भी करनी पड़ती है तो वास्तव में हम क्या करते हैं हम एक समान इंपेडेंस घटक के द्वारा सभी घटकों को परिवर्तित करते हैं तो अगर हम मानते हैं कि 1 की जगह हम रजिस्टेंस को R0 के बराबर लेना चाहते हैं तो सभी इंपेडेंस इसी के अनुसार बदलने चाहिएतब उदाहरण के लिए L का इंपेडेंस क्या हैजोकि Z jωL के बराबर है तो अगर आप इंपेडेंस को R0 के घटक के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि L की सही वैल्यू R0 के घटक के द्वारा बदली जानी चाहिए जिससे कि इंपेडेंस बढे अब हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस के लिए इंपेडेंस Z 1 jωc के द्वारा दिया जाता है ठीक है तो अब इंपेडेंस को बढ़ाने के लिए हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना पड़ेगा इसलिए कैपेसिटेंस R0 के घटक के द्वारा घटाया जाना चाहिए तो यह नई वैल्यू है तो हमें इंपेडेंस स्केलिंग के लिए यह करने की आवश्यकता होती है इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करते हैं फ्रिकवेंसी स्केलिंग के लिए हम क्या करते हैं हम इंपेडेंस वैल्यू को सामान लगते हैं जबकि केवल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बदलते हैं तो फिर से उदाहरण के लिए इंडक्टर का इंपेडेंस क्या है यह Z jωL के बराबर है अब जैसे ω बढ़ता है हमें समान घटक ωc के द्वारा L की वैल्यू कम करनी पड़ेगी इसी तरह कैपेसिटेंस का इंपेडेंस Z 1 jωc से दिया जाता है तो इंपेडेंस को एक सामान रखना है जबकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इस कारण हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू घटानी पड़ेगीअब हम इंपेडेंस स्केलिंग के साथ साथ फ्रीक्वेंसीस्केलिंग को मिला देते हैं तो यह इंपेडेंसऔर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग के नाम से जाना जाता है तो हम यहां दोनों घटकों को मिला देते हैं जिससे इंडक्टर की नई वैल्यू R0 में ωc से भाग देने पर प्राप्त होगीकैपेसिटेंस की नई वैल्यू R0 और ωc के साथ नीचे आ रही है तो सिर्फ फिर से बताने के लिए कि नए इंडक्टर की वैल्यू पुराने इंडक्टर से प्राप्त करेंगे अथवा g पैरामीटर के द्वारा आसान तरीके में इसे R0 के साथ गुणा करके जोकि लोड इंपेडेंस अथवा सोर्स इंपेडेंस डिवाइड बाय ωc है जबकि g पैरामीटर से जोकि Ck के द्वारा दिए जा रहे हैं अथवा g1 g2 g3 जो Ck के रूप में होंगे और यह चीजें R0 और ωc से डिवाइड करनी पड़ेगी तो अगले लेक्चर में हम कुछ और प्रायोगिक उदाहरणों को लेंगे जिससे हम देखेंगे कि वास्तव में लो पास फिल्टर को कैसे डिजाइन किया जाता है तो आज के लेक्चर के सारांश को अगर देखें तो हमने लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर बैंड पास फिल्टर बैंड रिजेक्ट फिल्टर के आइडियल रिस्पांस के साथ प्रारंभ किया था और मैंने बताया था की माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर हम ऑल पास फिल्टर को डिजाइन नहीं करते हैं क्योंकि फेस ड़ीले एक छोटी सी लाइन की लंबाई के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इसके बाद हमने लो पास फिल्टर के विभिन्न प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया उदाहरण के लिए अगर कहें तो हमने देखा मैक्समेंली फ्लैट अथवा बटरवर्थ फिल्टर और इक्यूरिपल जिसको चेबीशेव फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है वेसल फिल्टर और इलेक्ट्रिक फिल्टर इसके बाद बटरवर्थ फिल्टर या आप कह सकते हैं एक मैक्सीमल फ्लैट फिल्टर के लिए g पैरामीटर को देखा और उसके बाद फ्रिकवेंसी स्केलिंग को देखा तो अब अगले लेक्चर में हम कुछ वास्तविक डिजाइन को देखेंगे और देखेंगे इस तरह के फिल्टर का सिमुलेशन कैसे किया जाता है और वांछित परिणामों को प्राप्त करेंगे